सभी को नमस्कार इस नए व्याख्यान में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम जी आई एस में वर्गीकरण के तरीकों पर चर्चा करने जा रहे हैं क्यों मूल रूप से वर्गीकरण ही क्यों क्योंकि कभी कभी आपके पास निरंतर डेटा हो सकता है और आप डेटा को अलग करना चाहते हैं इसका मतलब है कि आप श्रेणियों की संख्या कम करना चाहते हैं उदाहरण के लिए करने से आपके पास एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल हो सकता है जिसमें डिजिटल ऊंचाई का मान 1000 मीटर से 5000 मीटर के बीच हो सकता है अब आप कुछ श्रेणियां निर्धारित करना चाहते हैं या आप इस मानचित्र के लिए पृथक श्रेणियाँ बनाना चाहते हैं जैसे कि राहत मानचित्र की तरह की तब आप पृथकता के लिए जाते हैं और यही वर्गीकरण है ऐसा करने के कई तरीके उपलब्ध हैं विस्तृत जी आई एस सॉफ़्टवेयर GIS सॉफ़्टवेयर में अब तक 6 तरीकों को लागू किया गया है इसलिए हम उन सभी 6 विधियों पर बहुत तेज़ी से चर्चा करेंगे यहाँ हमारा उद्देश्य एक सतत डेटा को पृथक डेटा में बदलना है इसका मतलब यह नहीं है यह केवल रेस्टर डेटा के साथ हो सकता है यह सदिश डेटा के साथ भी किया जा सकता है विशेष रूप से बहुभुज डेटा के विषय में और उदाहरण में हम रेस्टर और बहुभुज डेटा को देखेंगे जी आई एस में वर्गीकरण का पहला उद्देश्य सतत डेटा को पृथक बनाना है ताकि मानचित्र को पढ़ना और समझना आसान हो जाए और ऐसे क्षेत्रों को दिखाना जिस क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है और जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है कभी कभी आप कुछ चीज़ों को छिपाना और कुछ चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं और आप कुछ चीज़ों को अलग करना चाहते हैं और इस उद्देश्य के लिए भी वर्गीकरण का उपयोग किया जा सकता है 6 वर्गीकरण विधियां हैं समान अंतराल प्राकृतिक विच्छेद विभाजक समान क्षेत्र मानक विचलन और हाल ही में ज्यामितीय अंतराल को जोड़ा गया है जो है बहुत उपयोगी आइए पहले समान अंतराल को देखते हैं इस उदाहरण में यहां दिखाया गया है एक सतत डेटा है एक डिजिटल ऊँचाई का उदाहरण यहाँ है और यहाँ इसे समान अंतराल में विभाजित किया गया है फिर इस विशेष उदाहरण में तीन श्रेणियों में या बल्कि चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है यहाँ जैसा की यह दिख रहा है कि सतत डेटा को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है और फिर इसके अनुसार इसको समझने का प्रयास किया जाता है जैसा कि नाम का अर्थ है कि समान अंतराल इसका मतलब कुछ ऐसा है जैसा कि यदि आपके पास एक पाव रोटी है और इसके समान टुकड़े करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सामान्य अभ्यास होगा की प्रत्येक टुकड़ा समान मोटाई का हो इसी तरह प्रत्येक श्रेणी में समान अंतराल के पिक्सेल या इस विशेष उदाहरण में समान मानों की सेल की एक शृंखला हो सकती है समान अंतराल विधि विशेषता मानों की श्रेणी को समान अंतराल में विभाजित करती है और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और इस प्रकार यह समान क्षेत्र मिलता है अगला प्राकृतिक विच्छेद है और यह जेंक के सूत्र या जेंक की अनुकूलन तकनीक पर आधारित है यह विधि विच्छेद बिंदुओं की पहचान करती है जैसा कि नाम से स्वाभाविक है विचेदन है यह एक सांख्यिकीय सूत्र का उपयोग करके श्रेणियों के बीच प्राकृतिक विच्छेद की पहचान करता है जो जेंक की अनुकूलन तकनीक पर आधारित है यह विधि समान अंतराल जैसी आसान नहीं है बल्कि यह थोड़ी जटिल है लेकिन मूल रूप से यह प्रत्येक श्रेणी के भीतर जेंक के कुछ विचरणों को कम करने के तरीके का उपयोग करती है और प्राकृतिक विच्छेद आपके डेटा में निहित समूहों और प्रतिमानों को ढूंढता है यह प्राकृतिक विच्छेद अवधारणा न केवल जी आई एस में मौजूद है बल्कि एक छात्र के अंकों के श्रेणीकरण के मामले में भी है बिलकुल वैसे ही जैसे आम तौर पर प्राकृतिक समूहन में जैसे किया जाता है और प्राकृतिक विच्छेदन का उपयोग करना और फिर विभिन्न समूहों और विभिन्न श्रेणियों के लिए नियुक्त किया जाता है डेटा को सतत से पृथक करने की वर्गीकरण की इस श्रेणी में तीसरी प्रक्रिया है विभाजक इस पद्धति में प्रत्येक वर्ग में समान संख्याएँ होती हैं जो मूल रूप से आवृत्ति पर आधारित होती हैं विभाजक श्रेणी शायद समझने में सबसे आसान है लेकिन वे भ्रामक हो सकते हैं यहाँ दिए उदाहरण में इनपुट है एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो की एक आसान इनपुट है और फिर यहाँ इनसे कुछ श्रेणियाँ उत्पन्न की गई हैं यह एक सतत डेटा की उपस्थिति पूरी तरह से अलग दे सकता है और इसी कारण से ऐसा उल्लेखित किया गया है कि यह भ्रामक हो सकता है यदि हम इस बहुभुज में एक उदाहरण लेते हैं तो यहाँ जनसंख्या की गणना घनत्व के प्रतिशत के विपरीत की जाती है उदाहरण के लिए आमतौर पर केवल विभाजक के वर्गीकरण के लिए यह उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि कुछ ही स्थान अत्यधिक आबादी वाले हैं इस विकृति को श्रेणियों की संख्या को बढ़ाकर दूर किया जा सकता है यदि आप श्रेणियों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो शायद आप पीछे की तरफ जा रहे हैं सभी वर्गीकरण तकनीक सभी प्रकार के डेटा के लिए उपयुक्त नहीं हैं यह डेटा पर निर्भर करता है और इसलिए आपको उपयुक्त वर्गीकरण तकनीक को अपनाना होगा यदि यह एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल है तो यह आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि फ़ाइल के भीतर किस प्रकार के ऊँचाई मानों की विविधताएँ मौजूद हैं और आप डी ई एम के अनुसार उपयुक्त वर्गीकरण तकनीक को चुनेंगे विभाजक के लिए ऐसे डेटा सबसे उपयुक्त हैं जो रैखिक रूप से वितरित किए गए हैं और आमतौर पर ऐसा हर बार नहीं होगा हो सकता है कि डेटा सकता है गॉसियन प्रतिमान या सामान्य वितरण के रूप में हो सकता है तब आपको वितरण के अनुसार एक अलग वर्गीकरण तकनीक अपनानी होगी चौथा प्रकार समान क्षेत्र है यह विधि बहुभुज विशेषताओं की विच्छेद बिंदु के द्वारा खोज कर इनको वर्गीकृत करती है ताकि प्रत्येक श्रेणी में बहुभुज का कुल क्षेत्रफल लगभग समान हो जैसा कि नाम से लगता है कि समान क्षेत्र समान अंतराल के बजाय अब आप समान क्षेत्र को देख रहे हैं और बहुभुज में यह हासिल करना संभव है सभी विशेषताओं के आकार समान होने पर समान क्षेत्र पद्धति के द्वारा निर्धारित की गयी श्रेणी आम तौर पर विभाजक श्रेणियों के बहुत समान होते हैं और समान क्षेत्र विभाजक से भिन्न होगा यदि विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताएँ बहुत भिन्न हैं पांचवां एक मानक विचलन है इस पद्धति में पहले एक मानक विचलन फिर माध्य मूल्य बनता है और फिर श्रेणी अंतराल में माध्य मूल्य के ऊपर और नीचे या तो एक चौथाई या आधे अंतराल पर होता है या एक मानक विचलन के मान के बराबर रखा जाता है जब तक कि सभी डेटा मान श्रेणियों के भीतर समाहित न हो जाएं और एक मानक मानक विचलन के मामले में यह एक बहुत ही मानक अभ्यास है और इसलिए वह कार्यरत भी है इसके अलावा उन मूल्यों को दो श्रेणियों में एकत्रित किया जाता है जो तीन मानक विचलन से परे हैं औसत से तीन मानक विचलन ज़्यादा और तीन मानक विचलन से कम तो इसी तरह आप इसे प्राप्त करते हैं हम लगभग सभी उदाहरणों को एक साथ देखेंगे और देखेंगे कि वे कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं एक ही इनपुट मानचित्र विभिन्न वर्गीकरण तकनीक का उपयोग करके कैसे भिन्न होते सकता है वर्गीकरण तकनीकों की इस श्रृंखला में अंतिम और छठा ज्यामितीय अंतराल है जिसे हाल ही में जी आई एस सॉफ्टवेयर में लागू किया गया है और इस वर्गीकरण में एक योजना जहां श्रेणी विच्छेदन श्रेणी अंतराल पर आधारित है और ये एक ज्यामितीय श्रृंखला है और यह उदाहरण यहाँ है इसमें फिर से वही मानचित्र दिया गया है जब यह ज्यामितीय अंतराल के अधीन होता है तो इसकी एक अलग उपस्थिति हो सकती है इस ज्यामितीय वर्गीकरण में ज्यामितीय गुणांक है जो श्रेणी अंतराल को अनुकूलित करने के लिए वर्गीकरण को एक बार बदल सकता है जोकि इसका उलटा है और एल्गोरिथ्म को जो प्रति वर्ग तत्वों के वर्ग योग को न्यूनतम करके इन ज्यामितीय अंतराल को बनाता है इसका मतलब श्रेणियों के भीतर भिन्नता अधिक नहीं होगी और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वर्ग श्रेणी में उचित रूप से समान मान हो प्रत्येक श्रेणी जो अंतराल के बीच बदलता है वह काफी सुसंगत है यह एल्गोरिथ्म विशेष रूप से निरंतर क्षेत्र को समायोजित करने के लिए विकसित किया गया था विशेष रूप से निरंतर क्षेत्र के लिए यह बहुत उपयुक्त है यह एक परिणाम उत्पन्न करता है जो दृष्टिगत रूप से आकर्षक और मानचित्र के आधार पर व्यापक रूप में होता है इसका मतलब है कि इस विश्लेषण के माध्यम से न केवल आउटपुट मानचित्र ठीक दिखते हैं बल्कि मान चित्रण के आधार पर भी वे ठीक हैं जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया है यह श्रेणी के भीतर विचरण को कम करता है और सामान्य रूप से वितरित नहीं किए जाने वाले डेटा पर भी यह काम कर सकता है जब डेटा सामान्य रूप से वितरित है तब फिर से एक अन्य प्रकार की वर्गीकरण तकनीक को चुनना चाहिए और इस वर्गीकरण विधि को स्मार्ट क्वांटाइल्स भी कहा जाता है यह मूलतः विभाजक वर्गीकरण तकनीक का एक प्रकार है अब पाँच उदाहरण यहाँ एक साथ हैं एक समान अंतराल है समान क्षेत्र यहां नहीं है समान अंतराल विभाजक प्राकृतिक विच्छेदन जो जेंक के अनुकूलन तकनीक पर आधारित है ज्यामितीय और मानक विचलन अब यहाँ मानक विचलन को छोड़कर को छोड़कर सभी चार श्रेणियों में समान अंतराल को चुना गया है और यहाँ की श्रेणियाँ संख्या सात हैं अन्यथा यहाँ सभी श्रेणियों की संख्या पाँच है अगर हम इन चारों की तुलना करें और इस बहुभुज मानचित्र को देखें तब इसकी उपस्थिति पूरी तरह से अलग है हालांकि श्रेणियों की संख्या पांच है और यह स्थिर है अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि समान अंतराल में 3 से 6 एक श्रेणी 6 से 9 दूसरी और 9 से 12 इत्यादि है लेकिन यहां विभाजक के अनुसार यह मूल रूप से आवृत्ति के आधार पर बदल रहा है प्राकृतिक विच्छेदन में फिर से समूह की पहचान की गई है और तदनुसार ये श्रेणी नियुक्त की गयी है ज्यामितीय अंतराल में जैसा कि हमने चर्चा की है मानक विचलन तकनीक का उपयोग किया गया है और इसलिए आपके पास यहां एक मानक विचलन है जो कि पूर्ण रूप से केंद्र बिंदु पर सभी है और फिर यहाँ ऋण और धन मान और यह अलग अलग श्रेणी में हैं तो इनपुट मानचित्र समान है इनपुट बहुभुज मानचित्र समान संख्याओं के भिन्न परिणाम उत्पन्न करने वाली एक ही तकनीक है जिसमें श्रेणियाँ समान हो सकती हैं यहां एक महत्वपूर्ण बात बताने योग्य है कि मूल डेटा बरकरार रहेगा यह केवल इसके आपके दृश्य के लिए है और मूल डेटा नहीं बदलेगा बेशक एक बार जब आप वर्गीकरण के प्रकार से कुछ से संतुष्ट हो जाते हैं तब आप एक अलग डेटासेट बना सकते हैं या आप उस विशेष वर्गीकरण तकनीक से जुड़े डेटासेट को सुरक्षित कर सकते हैं अगली बार जब भी आप इसको उपयोग करना चाहें तो बजाय नए वर्गीकरण के आधार पर एक नया डेटासेट बनाने के आप बस उस छोटी फ़ाइल को खोलें जिसमें इस वर्गीकरण की जानकारी है इन 6 वर्गीकरण के अलावा हस्तचालित वर्गीकरण हमेशा किया जा सकता है बजाय कंप्यूटर के माध्यम से श्रेणियों को तय के इसे हस्तचालित या कस्टम वर्गीकरण भी कहा जाता है हस्तचालित वर्गीकरण में उन जैसे मूल्यों की एक विशेष श्रेणी पर जोर दिया जाता है जहाँ इसका मान थ्रेशोल्ड मान से ऊपर या नीचे है उदाहरण के लिए इस इनपुट डिजिटल एलिवेशन मॉडल में बहुत अधिक ऊंचाई वाले बिंदु जहां पर प्रकाश डाला जाना आवश्यक था और बाकी बिंदुओं के लिए ऐसी आवश्यकता नहीं है अगर बाढ़ जैसी स्थिति होती है तब पानी का स्तर एक निश्चित स्तर तक पहुंच सकता है और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो उस तरह के दौरान सुरक्षित रहेंगे यह यहाँ बाढ़ से परिलक्षित होती है और शेष क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा यही कारण है कि एक विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर करने के लिए हस्तचालित वर्गीकरण को भी नियोजित किया जा सकता है विशिष्ट ऊँचाई अंतराल और फिर अन्य चीज़ों को काम कर देना जो इसके लिए तैयार नहीं हैं उदाहरण के लिए यहां आप एक निश्चित ऊंचाई स्तर क्षेत्रों के नीचे जोर देना चाह सकते हैं जो बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं यह हमने कुछ साल पहले सेंसर डेटा की मदद से देखा है और उस डेटा से भूकंप की घटना किस तरीके से संबंधित है और हम भविष्य की ओर कैसे देख सकते हैं यह डेटा कैसे उपयोग हो सकता है जब भूकंप के बारे में जानकारी नहीं है और हम भविष्य को कैसे देख सकते हैं यह वर्गीकरण तकनीकों के साथ साथ डेटा में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है और भविष्य के परिदृश्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं यह उदाहरण भूकंप पर आधारित है जो लातूर में आया था जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण घरों के प्रतिशत हैं और यह समान अंतराल वर्गीकरण है मूल रूप से ग्रामीण घर क्या हैं मतलब जनगणना होने पर दो तरह के घर होते हैं और यह दर्ज किया गया है कि क्या यह एक इंजीनियर्ड घर है जिसमें कॉलम बीम सरिया है या अन्य चीज़ें जैसे कि मिट्टी या ईंटें जिन्हें पत्थर कहा जाता है हम उन घरों को ग्रामीण घर की श्रेणी में रख देते हैं और दूसरी तरह के घर इंजीनियर्ड घर हैं और आप देखते हैं कि लातूर में समान अंतराल वर्गीकरण में उस श्रेणी में भी इसके तहत यह 70 से 80 प्रतिशत है तो मान लेते हैं कि इस जिले में 75 प्रतिशत घर ग्रामीण थे और 1993 के उस लातूर भूकंप के दौरान बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं बाद में यह पता चला कि जब यह भूकंप आया था तो कुछ भूकंप वैज्ञानिकों ने इसकी भविष्यवाणी की थी क्योंकि यह इस नर्मदा सोन के किनारे का क्षेत्र था और लोगों ने भविष्यवाणी की थी उस तरह के भूकम्प कुछ अन्य जिलों में भी आ सकते हैं बाद में उन्ही किनारों पर जबलपुर में एक और भूकंप आया और विश्लेषण करने पर उसी तरह का डेटा प्राप्त किया गया था यहाँ आप जो देखते हैं वह ग्रामीण घरों का प्रतिशत है जोकि अपेक्षाकृत कम है लगभग 45 प्रतिशत बहुतायत के कारण जो घर में इंजीनियर्ड के घर थे और इसलिए केवल कुछ मौतें हुई थीं लातूर के मामले में अपेक्षाकृत ग्रामीण श्रेणी के घरों की संख्या लगभग 75 प्रतिशत है और इसलिए बड़ी संख्या में मौतें हुईं एक साधारण डेटासेट का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है जो लातूर के मामले में हुआ और अगर भूकंप आता है तो किसी और जिले में क्या होगा उदाहरण के लिए जबलपुर में जो भूकंप आया अगर ऐसा किसी दूसरे पड़ोसी जिलों में हुआ होता में फिर से हम लगभग 65 से 75 प्रतिशत तक पहुंच सकते हैं और यह वही भविष्यवाणी है जो इस नर्मदा सोन के किनारे के क्षेत्र के लिए थी और इन जिलों में भूकंप आ सकता है अगर वो भूकम्प होते मान लीजिए खरगोन जिले में जहाँ ग्रामीण घरों का हिस्सा 70 से 80 प्रतिशत है और मौत की संख्या लगभग लातूर के मामले जैसा ही है अगर यह जबलपुर का भूकम्प नर्मदा सोन के किनारे के क्षेत्र में आने के बजाय यदि खरगोन जिले में यह भूकंप आया होता है तो लातूर के समान परिदृश्य होता लेकिन सौभाग्य से यह जबलपुर में हुआ जहाँ ग्रामीण घरों की संख्या इंजीनियर्ड घर की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं तो एक सरल अवधारणा का उपयोग करके आप सोच सकते हैं कि यह वही भविष्यवाणी थी कि अब जबलपुर के बाद अगला भूकंप खरगोन जिले में होगा और यह जबलपुर में 1997 में आया था यह परिदृश्य है कि ग्रामीण आबादी शहरी आबादी ग्रामीण घरों और शहरी घरों में और लातूर जहां लगभग 80 प्रतिशत घर ग्रामीण हैं जबकि जबलपुर के मामले में ये सिर्फ 56 प्रतिशत जहाँ कुछ की मृत्यु हुई और लातूर मेन हजारों की मृत्यु हुई यदि समान आकार का भूकम्प जबलपुर या लातूर के बजाय खरगोन जिले मेन आता में तब वहाँ 84 प्रतिशत घर ग्रामीण प्रकार के थे अपेक्षाकृत रूप से यदि जनसंख्या के घनत्व को समान माना जाए समान संख्या में लोग लातूर के उस क्षेत्र मौजूद हैं इसलिए अधिक संख्या में मौतें हुई होंगी अब जी आई एस में सरल विश्लेषण का उपयोग कर और डेटा जो जनगणना विभाग के माध्यम से लगभग स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है इस तरह के परिदृश्य निर्णय कर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ऐसा क्यों किया जाना चाहिए क्योंकि यह वही है भविष्य मेन भी हो सकता है और जबलपुर खरगोन ये सभी जिले नर्मदा सोन के किनारे के क्षेत्र मेन आते हैं हाल ही में 1997 जबलपुर में भूकंप आया है भविष्य में इन जिलों में भूकंप आ सकते हैं अगर यह सब होता है तो संभवत वहां कुछ उपचारात्मक उपाय करने का समय है लोगों को शिक्षित करें और पुनः संयोजन या अन्य चीजों के लिए जा सकते हैं समान अंतराल जैसी साधारण वर्गीकरण तकनीक से भी इसे शुरू किया जा सकता है इन परिदृश्यों को देखने के लिए निहित है जो हमें कुछ जानकारी दे सकता है कि भविष्य क्या होने जा रहा है और इस प्रकार यह जी आई एस मेन सतत डेटा को पृथक डेटा में परिवर्तित करने के लिए वर्गीकरण तकनीकों के इस विशेष प्रस्तुति के अंत में लाता है